इस क्लास में हम लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या तैयार करने के कुछ और तरीकों पर विचार करेंगे हम श्रम शक्ति की आवश्यकता इस तरीके के समस्याओं को तैयार करेंगे समस्या कुछ इस तरीके की हैएक निजी चिकित्सालय में उपचारिका अथवा नर्सों की प्रतिदिन की आवश्यक संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है यह इस तरीके से दिया गया है चार घंटों की 6 समय सारणी उदाहरण के लिए सुबह 800 बजे से दोपहर के 1200 बजे तक 12 व्यक्तियों की आवश्यकता है दोपहर 1200 से शाम के 400 बजे तक 15 व्यक्तियों की आवश्यकता है और इसी प्रकार जो उपचारिकाएं काम के लिए आती है वह इन छह समय सारणी यों में से किसी भी समय अपना काम शुरू कर सकती हैं मतलब वह सुबह 800 बजे अथवा दोपहर 1200 बजे अथवा शाम 400 बजे अथवा रात 800 बजे अथवा मध्य रात्रि 1200 बजे अथवा भोर 400 बजे से वे इनमें से किसी भी समय अपना काम शुरू कर सकती हैं और वे लगातार 8 घंटे काम करती हैं प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है